यह हमारे द्वारा language universals और linguistic typology पर की गई चर्चा का विस्तार है हम यहां जो चर्चा करना चाहते हैं वह यह है कि कुछ प्रकार के universals हैं और formalists उससे एक अलग दृष्टिकोण से पद्धति करते हैं और functionalists अलग दृष्टिकोण से अगर हम language universals को वर्गीकृत करें एक श्रेणी है formal दूसरी श्रेणी है substantive फिर हमारे पास है implicational और non implicational और अंत में हमारे पास है absolute universals और प्रवृत्तियों के आए हैं तो यह है जो हमारे पास है इस सेशन में चर्चा के लिए हमने implicational और absolute universals पर किसी दूसरे सेशन में कुछ चर्चा की थी पर मैं आपको सिर्फ categorical difference स्पष्ट अंतर दे देती हूं कि यह दो टाइप्स या जो इन दो यूनिवर्सल टाइप्स में हैं पहले चलिए हम substantive universals की ओर देखते हैं Substantive universals असल में श्रेणियां हैं और श्रेणियों क्या हैं वह श्रेणियां जो विश्व की लगभग सभी भाषाओं में पाई जाती हैं फिर हम उन्हें कहते हैं substantive universal हमारे पास हैं verbs noun phrases subject direct object यह हैं substantive और यह हर एक इंसानी भाषा में जरूर मौजूद होना चाहिए ss हालांकि जहां तक की formal universals का संबंध है यह है श्रेणियां नहीं हैं बल्कि यह वक्तव्य हैं जो कि आधारित हैं व्याकरण के नियमों के रूप पर तो अगर किसी भाषा के grammar में बहुत सारे वक्तव्य हो तो हम उसे कहेंगे formal universals उदाहरण के लिए किसी भी भाषा में सिर्फ word order पलटने से प्रश्न नहीं बनाया जा सकता कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ भाषाओं में विभिन्न प्रकार के pragmatics tactics इस्तेमाल से या intonations से हमारे पास प्रश्न रूप हो सकते हैं पर सिर्फ word order बदलने से आप प्रश्न रूप नहीं बना सकते चलिए हम कहते हैं "this is the house that Jack built"अगर यह वाक्य है हम नहीं कह सकते कि इस स्टेटमेंट से प्रश्न बनाया जा सकता है या स्टेटमेंट के word order उलटने से एक प्रश्न बनाया जा सकता है "Built Jack that house is this" यह कोई प्रश्न नहीं है इसे कहते हैं formal universal Substantive फोकस करते हैं श्रेणियों पर formal फोकस करते हैं वक्तव्य पर इसीलिए हम उन्हें formal कहते हैं Formal universals आमतौर पर सही होते हैं या वह बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध होते हैं दूसरी तरफ substantive सभी भाषाओं में पाए जाते हैं लेकिन formal बहुत सारी भाषाओं में पाए जाते हैं यहां लिखी गई लाल चीज की ओर देखिए जब मैं कहती हूं substantive के मुकाबले में formal तो पहला निर्धारित करता है कि कैसे अलग है वह जो जरूरी है और वह जो जरूरी नहीं है और दूसरा निर्धारित करता है कि क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है पहला अंतर निर्धारित करता है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है और दूसरा अंतर निर्धारित करता है कि क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन है या क्या मुमकिन नहीं है तो substantive अंतर निर्धारित करता है जरूरी और अनावश्यक में और substantive और formal में वह अंतर करते हैं किसी चीज के मुमकिन और नामुमकिन होने का अब इस जानकारी के साथ मैं चाहूंगी कि आप अगली universals की श्रेणी की और देखें जोकि है implicational और non implicational और non implicational Implicational के प्रकरण में यह है जो कि जोड़ते हैं एक गुणस्वभाव की मौजूदगी को दी गई भाषा के दूसरे गुणस्वभाव की मौजूदगी से अगर वहां X हो तो वह होंगे Y अगर वहां कोई X ना हो तो वह होंगे Y वह हमेशा condition based या स्थिति निर्धारित होता है यह condition based universals कैलाश जाते हैं implicational चलिए हम यहां दिए गए उदाहरण की ओर देखते हैं अगर भाषा में VSO word order है V Verb है S Subject है O Object है VSO word order के साथ एक word order अगर ऐसा प्रकरण है तो उसमें जरूर prepositions होंगे VSO का मतलब है की भाषा में preposition है इसका मतलब है जब वह VSO है P preposition है मैं यहां लिख रही हूं P और मैं यहां लिख रही हूं Q तो अगर लैंग्वेज है VSO वहां एक विशेष पॉइंट है कहते हैं P और यह P preposition होगा और अगर वहां preposition की अनुपस्थिति होगी और अगर वहां preposition की अनुपस्थिति है तो इसका मतलब है वहां कोई Q नहीं है अब चलिए हम कोशिश करते हैं पता लगाने की implicarional universal की पहचान कैसे करें जोकि बहुत सारे conditional sentences पर निर्धारित है Conditional sentences का मतलब है अगर X है तो वहां Y भी होगा तो इसका मतलब है Y की मौजूदगी मुख्य रूप से एक निहितार्थ है अगर वहां कोई X नहीं है तो वहां कोई Y नहीं हो सकता तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी अगर भाषा में first और second person reflexive है तो उसमें third person reflexive भी जरूर होगा First और second person reflexive का नतीजा third person reflexive होगा इसका मतलब है शायद वहां कुछ भाषाएं हैं जिनमें first और second person reflexive है लेकिन उनमें third person reflexive नहीं है लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल नामुमकिन है इसका मतलब है वहां कोई भाषा नहीं होगी जिसमें third person reflexive हो लेकिन first और second नहीं वह काम नहीं करता First और second person reflexive निहितार्थ हैं third person reflexive के Prepositions के प्रकरण में भी ऐसा ही है तो अगर एक भाषा में VSO है तो उसमें preposition होगा उसमें कभी भी postposition नहीं होगा तो truth value क्या है अगर वहां P है तो फिर वहां Q है चलिए हम कहते हैं P है VSO Q है preposition तो अगर भाषा है VSO वहां preposition है अगर वहां VSO है तो इसका मतलब है अगर भाषा है P तो उसमें Q होगा वहां ऐसी भाषा हो सकती है जिसमें P हो लेकिन Q ना हो वह है VSO लेकिन उसमें preposition नहीं होगा वह भी फिर भी है लेकिन P नहीं है की भाषा VSO नहीं है और भाषा में preposition नहीं है यह भ्रामक होने वाला है और ना P ना Q कोई भी ठीक होने वाला है मेरा सुझाव यह होगा कि इस उदाहरण को ना देखें यह थोड़ा अनाड़ी उदाहरण है तो इस संबंध में आप reflexive उदाहरण देखें Reflexive के प्रकरण में अगर भाषा में फीचर P है चलिए हम कहते हैं फीचर A दर्शाता है first और second person reflexive और फीचर Q third person reflexive है तो इसका मतलब है अगर एक भाषा में फीचर P है अगर भाषा में first person और second person reflexive है तो उसमें निश्चित ही third person reflexive होगा तो वह P है वहां Q है एक truth value P no Q second truth value no P and Q third truth value और no P no Q fourth truth value इस सब में तीसरा सबसे अमान्य है no P लेकिन वहां Q है वह बिलकुल अमान्य है और no P no Q है चले हम कहते हैं वहां है no first person second person reflexive तो हो सकता है आपके पास third person reflexive ना हो वह पूरी तरह ठीक है लेकिन आपके पास first person और second person नहीं है और आपके पास है third person वह अमान्य है तो ऐसे हम समझते हैं implicational universals संदर्भ के लिए स्लाइड का समय 0920 अब चल दिए हम देखते हैं non implicational Non implicational universals कोई भी if whether प्रकार के conditional sentences को सम्मिलित नहीं करते Non implicational X वह है जो की स्थापित करते हैं की क्या कुछ विशेषताएं natural language में बिना किसी दूसरी भाषा की दूसरी विशेषता के संदर्भ मैं पाई जाती हैं यह किसी और विशेषता से स्वतंत्र हैं मैंने अभी बात की first second और third में reflexive की यह first और second person reflexives सूचित करेंगे third person लेकिन non implicational के प्रकरण में ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं की जाती या ऐसी कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती यह linguistic phenomenon जिसकी यहां चर्चा की गई है इसी भाषा में किसी और linguistic phenomenon से स्वतंत्र माना जाएगा चलिए हम कहते हैं सभी भाषाओं में oral vowels हैं इसका मतलब यह नहीं है कि इसका consonants से कोई संबंध है Consonants वहां हो या नहीं भी हो सकते हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है लेकिन जरूर non implicational universal यह है कि सभी natural languages या सभी मानवीय भाषाओं में oral vowels है यह सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं तो इसे कहते हैं non implicational इसका कोई संबंध नहीं है किसी भी और प्रकार के consitional sentences से चलिए अब हम बढ़ते हैं absolute universals और उनकी प्रवृत्तियों की और Absolute universals क्या है Absolute universals में मुख्य रूप से यूनिवर्सल प्रवृत्तियां होती हैं और यह है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विचलन है random patterning से इसका मतलब है वहां कुछ चीजें हैं जो कि केवल natural languages के domain में उपलब्ध हैं Absolute universal का एक उदाहरण होगा वह चरम विचलन है random distribution से Absolute universals के साथ कोई रेंडमनेस जुड़ी हुई नहीं है इसका मतलब है वहां एक कठोर पैटर्न है जो कि मानवीय भाषाएं अनुगमन करती हैं उदाहरण के लिए subject पहले आता है object से तो subject पहले आता है object से और यह माना जाएगा absolute universal अगर और अगर वहां कोई उल्लंघन ना हो लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारी भाषाएं इसका उल्लंघन करती हैं दूसरी तरफ भाषाओं का एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी इससे सहमत है तो इसीलिए जब आप कहते हैं कि subject पहले आता है object इसे मैं नहीं जानती की अगर आप इसे absolute universal मान सकते हैं तो जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज को देखते हैं किया आप किसी absolute चीज को देखते हैं इसका मतलब है एक मापदंड जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है यह है कि ज्यादातर विश्व की भाषाओं में एक खास absolute universal है इसका मतलब है वह अपवादरहित हैजो प्रवृत्तियों के रूप में मौजूद हैं लेकिन फिर भी उनमें अपवाद हैं आमतौर पर इन्हें अपवाद रहित माना जाता है लेकिन इनसे जुड़ी प्रवृत्तियों के कारण आपके पास कुछ प्रकार के अभिवादन हो सकते हैं जो कि उस पर आधारित हों तो वह कहलायेंगे absolute universals और SOV SVO word order patterns भी इसका एक हिस्सा हैं कभी कभी subject पहले आता है object जिसे कभी कभी इसका उल्टा होता है तो कुछ भाषाएं जोकि इसका सामना करती हैं कुछ भाषाएं जो इसका उल्लंघन करती हैं लेकिन उसी समय पर कुछ भाषाएं इसका समर्थन भी करती हैं किस प्रकार का universal typological literature को समझने में उलझाने वाला हो सकता है लेकिन बिना ज्यादा महत्वपूर्ण दिए गए या अभी के लिए बिना प्रभागों को ज्यादा फोकस दिए हुए जोकि आगे चलकर हम दोबारा लेंगे implicational की तुलना में non implicational या absolute की तुलना में implicational उस भावना में चलिए हम देखते हैं कि क्या हम एक साथ चर्चा कर सकते हैं typlology और language universals की क्या यह किसी प्रकार मुमकिन है ऊपरी स्तर पर अगर आप इन domains का objective देखें तो या इन disciplines का objective देखें तो आप एहसास करेंगे कि language universals मुख्य रूप से फोकस करेंगे समानताऔ पर या किसी समानता पर जोखिम उपलब्ध हो सभी भाषाओं में या ज्यादातर भाषाओं में फिर ही हम इससे universal कहेंगे तो universal का मतलब है कुछ जोकि सभी के लिए समान हो या कम से कम ज्यादातर भाषाओं के लिए समान हो दूसरी तरफ typology typology का एक मुख्य क्षेत्र है उजागर करना मतभेदों को ताकि हम अलग अलग भाषाओं को अलग टाइप में रख सकें तो सतह पर यह अलग लगता है पर असल में यह अलग नहीं है चलिए हम कुछ पॉइंट की ओर देखते हैं जो कि हमने यहां सूचीबद्ध किए हैं यह मुखालिफ लगते हैं लेकिन यह नहीं हैं क्यों और क्या होता है language universal research में वह विशेषताएं ढूंढते हैं जो कि समान हैं सभी मानवीय भाषाओं में लेकिन typologist literature में आप मतभेद और किस्मों को ढूंढेंगे हालांकि अमल करना हो तो यह असल में दो समानताएं हैं बजाएं इन्हें वितरित कहने के हमें इन्हें समानताएं कहना चाहिए जिनका की एक सामान्य लक्ष्य है और यह सामान्य लक्ष्य क्या है समानता के साथ साथ अंतर को पहचानना यह है एक अकेली शोध कोशिश के अलग चरण हैं Typologists के काम के बारे में सोचिए वह क्या करते हैं वह भाषाओं को अलग अलग प्रारूपों में डालते हैं और वह कैसे इन्हें अलग प्रारूपों में डालते हैं इनमें पाए गए अंतरों और समानताओं के आधार पर अगर आप कहें कि हिंदी और ओड़िया एक प्ररूप का हिस्सा हैं इसका मतलब है उनमें कुछ समानताएं हैं और जब आप कहते हैं हिंदी और ओड़िया typologically अलग है चाइनीस से वह भी typological रिसर्च है इसका मतलब है आप पहचानने की कोशिश यही है कि अंतर क्या हैं Typologists ना सिर्फ अंतरों पर फोकस करते हैं बल्कि समानता समानताओ पर भी Universals के प्रकरण में भी ऐसा ही है जब आप कहते हैं language universals यहां implicational universals तो आप भाषा की एक विशेष टाइप को ढूंढ रहे हैं जोकि पालन करती है एक समान प्रतिमान का और वह एक टाइप से संबंधित हैं और की वह एक टाइप का universal माना जाएगा समान प्रकार के universals का इस्तेमाल करके आप कुछ और भाषाओं के ग्रुप बांट सकते हैं अगर आप typology और universal literature को समझने की कोशिश करें तो वह होगा कि वह दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं चलिए हम इन्हें अलग या चलिए हम इन्हें संपूर्ण प्रकार से अलग दिशाओं में नहीं डालते बल्कि यह अनुकूल दिशा में एक समान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो typology literature क्या अन्वेषण करता है Typology literature अन्वेषण करता है प्रॉपर्टीज का जो कि जरूरी है मानवीय भाषाओं के लिए क्योंकि linguistics में पूरी चर्चा human या natural भाषा के इर्द गिर्द घूमती है या आप कह सकते हैं big L यह हमें यह भी विचार देता है कि मुमकिन प्रॉपर्टीज क्या हैं या क्या है जो कि माना जा सकता है मुमकिन भाषा या मुमकिन प्रॉपर्टीज क्या है जो कि मानवीय भाषाओं में हो सकती हैं और वह कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उनमें कभी भी नहीं होंगी तो संभावना और और संभावना भी हिस्सा है क्षेत्र का या हिस्सा है typological research का Residuality के प्रकरण में भी ऐसा ही है जैसे कि आगे चलकर typologists भी अन्वेषण करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीस contingently या आकस्मिक रूप से मुमकिन हैं लेकिन जरूरी नहीं हैं तो चलिए हम कहते हैं कि वहां एक विशेष फीचर है या वहां एक विशेष प्रॉपर्टी है जोकि हो सकता है कुछ भाषाओं में उपलब्ध होगी लेकिन जरूरी नहीं है और जब आप एक साथ तुलना करते हैं language universal और language typology की दोनों ही अनुशासनओ की अपनी सीमाएं हैं और उसी समय पर हम कह सकते हैं कि जो उनका समान लक्ष्य है वह है भाषा में विविधताओं को पहचानना Variation studies में दो अलग अप्रोच होंगी आप या तो इससे typological angle से देख सकते हैं या आप इसे universal angle से अप्रोच कर सकते हैं लेकिन आगे चलकर यह सामान चीज है या कहें तो research objective समान रहता है और यह निर्भर है variations पर चलिए तीसरे मेन पॉइंट को देखते हैं जो कि यहां सूचित किया गया है Typological research में जरूरत है टाइप्स की parametric division की और parametric division के कारण चलिए हम कहते हैं word order parameter कुछ भाषाएं SVO कुछ भाषाएं SOV इन parametric अंतरों की पुष्टि होती है विभिन्न parameters के द्वारा और यह पुष्टि आती है universals से typology varia tion universal तो यह कुछ ऐसा है क्यों पे है परस्पर हैं चलिए हम कह कि यह typology है फिर यहां आपके पास है universal और यहां आपके पास है variation तो यह तीन चीजें संबंधित हैं एक दूसरे से यह unconditional नहीं है एक variationist भी typology और universals पड़ता है एक language universals पर research करने वाले को भी typological features और variation features पढ़ने पढ़ते हैं और typologists भी कोशिश करेंगे समझने की कि variation कैसे काम करता है और कैसे किसी विशेष भाषा के universal features काम करते हैं तो इसीलिए यह सभी 3 डोमेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तफसील में कहें तो typology और language universal study और language typology study निश्चित ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप इन्हें पूरी तरह मुखालिफ तरीके से नहीं रख सकते बल्कि आपको इन्हें इस तरह से रखना है कि वह एक दूसरे से इनसाइटस पा सकें इन्हें जरूरत है ऐसे उपकरणों की तैनाती की जो कि कुछ हद तक समान हों एक दूसरे से तो अब जो सवाल आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है वह यह है की क्या आपको लगता है कि यह तर्कसंगत है universal होने का पर बाहरहाल इसमें उम्मीदें हैं तो इसका मतलब है वहां विश्वभर की भाषाओं में कुछ universal features हैं लेकिन उसी समय पर आप universal मान या ना भी मान सकते हैं यह आप पर निर्भर है तो language universal भी बहुत सारे empirical data पर विचार करती है और एक typologist भी बहुत सारे empirical data पर विचार करता है तो काम की प्रकृति के अनुसार यह formal typology या functional typology है अगर वह functional typology है तो ज्यादा अवरोध है बड़ा sample size ज्यादा और साफ जनरलाइजेशन की ओर ले जाता है Formal typology के प्रकरण में हालांकि सीमा वहां बहुत सारे नमूने हैं जो कि प्रतिबंधित हैं बल्कि formalists फोकस करते हैं भाषा के बहुत सारे abstract principles पर तो एक functional typologist भाषा की एक बहुत बड़ी वैरायटी को देखेगा फिर हमारे पास अनुमान और जनरलाइजेशनस होंगे जोकि निकाले जाएंगे Formal typology के प्रकरण में भाषाओं की एक सीमित जमी के साथ लेकिन एक ज्यादा गहराई में किए गए अध्ययन की जरूरत है तो abstract principles की वजह से formalists निपटते हैं उन्हें सैद्धांतिक समझ या सैद्धांतिक आधार जो जुटाने पढ़ते हैं तो यह उनका फोकस होगा formalists फोकस करेंगे एक ज्यादा गहरे अध्ययन पर और functionalists विचार करेंगे एक बड़े नमूने पर linguistic phenomena को बेहतर समझने के लिए चाहे वह formal हो या functional चाहे वह typological study हो या universal base study हम उसे पूरी तरह मुख्यालय चीजों में डालने वाले हैं बल्कि वह समानांतर अनुशासन हैं और दोनों ही तरीकों में ऑब्जेक्टिव समान रहता है लक्ष्य समान रहता है तो मेरी चर्चा के अगले सेशन में मैं फोकस करूंगी ज्यादा विशिष्ट टर्मस पर जो कि संबंधित हैं typology से संबंधित हैं typological दावों से उनमें क्रॉसलिंक होगा हमने पहले ही crosslinguistic generalizations के कुछ उदाहरण देख लिए हैं और यह हम हमारी मदद करेगा पहचानने में या समझने में या सराहनीय में हमारे कोर्स Appreciating Linguistics के शीर्षक को ध्यान में रखते हुए तो यह हमारी मदद करेगा डिसिप्लिन को बेहतर सराहनीय में सही प्रकार की समझ जरूरी है और क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं भाषा की typological approach पर हमें जरूरत है दोनों मुद्दों को एक साथ लेने की यह मुद्दे language typology से संबंधित हैं उसके साथ साथ यह मुद्दे संबंधित है language universals से और यह हमारी मदद करने चाहिए पहचानने में संभावित रिसोर्ट के प्रश्न और यह हमारी मदद करने चाहिए डिसिप्लिन को एक व्यापक भावना और एक सम्मिलित भावना से समझने में तो यह समाप्त करता है आज का फैशन